सभी को नमस्कार हम फ्लिप फ्लॉप पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए हमने एक एनालिसिस प्रॉब्लम में इसकी ट्रुथ टेबल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्साइटेशन टेबल और ट्रांजीशन डायग्राम के माध्यम से रिप्रजेंटेशन भी देखा है तो आज की कक्षा में हम फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्शन Conversion रूपांतरण और फ्लिप फ्लॉप के टाइमिंग पैरामीटर्स पर चर्चा करेंगे इसके साथ हम खुद को सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के सिंथेसिस से भी परिचित कराएंगे हम आसानी से उससे परिचित होंगे अधिक काम्प्लेक्स Complex जटिल सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन Sequential Circuit Design अनुक्रमिक सर्किट डिजाइन हम बाद में करेंगे तो जब हम फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वास्तव में हम जो देख रहे हैं वह एक मामला है एक स्थिति है जहां एक विशेष प्रकार के फ्लिप फ्लॉप के साथ एक सर्किट डिजाइन किया गया है और आपके संसाधन में या आपके स्टॉक में आप पाते हैं कि एक अलग तरह का फ्लिप फ्लॉप आपके पास उपलब्ध है तो एक विकल्प यह है कि आपके पास उपलब्ध फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके पूरी चीज़ को फिर से डिज़ाइन करें या एक कन्वर्शन तंत्र के बारे में सोचकर जिसके द्वारा दिए गए फ्लिप फ्लॉप उपलब्ध फ्लिप फ्लॉप को एक अलग फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करने के लिए बनाया जा सकता है तो यदि हम देख रहे हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप आपके पास उपलब्ध है और आप उससे एक टी फ्लिप फ्लॉप की तलाश कर रहे हैं तो ऐसा एक सर्किट हमने एनालिसिस वाली कक्षा में पिछली कक्षा में देखा था लेकिन हमें एक औपचारिक मेथड Method विधि तरीके पर गौर करना चाहिए तो यह करने का एक तरीका यह है कि हम जानते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन Qn प्लस 1 Qn1 डी के बराबर है इसलिए क्लॉक ट्रिगर के साथ डी इनपुट में जो भी प्रस्तुत किया जाता है वह उस आउटपुट पर जाता है जो हम पहले से ही जानते हैं तो अगर हम D फ्लिप फ्लॉप के T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि T फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन Qn प्लस 1 Qn1 है जो T Qn प्राइम TQn' और T प्राइम Qn T'Qn है यह आप पहले से ही जानते हैं Qn1 D Qn1 TQn' T'Qn तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो Qn प्लस 1 Qn1 इस के बराबर है और Qn प्लस 1 Qn1 D के बराबर है फिर अगर यह इनपुट T Qn प्राइम TQn' प्लस T प्राइम Qn T'Qn है तो हम D के रूप में देते हैं फिर डी फ्लिप फ्लॉप अगली क्लॉक पर तुरंत यह यहाँ क्यू पर जाएगा मेरा मतलब है क्यूएन प्लस 1Qn1 के आउटपुट पर तो यह Qn प्लस 1 Qn1 डी की वैल्यू लेगा यदि डी को इस के रूप में परिभाषित किया गया है तो तो हम D को T Qn प्राइम TQn' प्लस T प्राइम Qn T'Qn लिख सकते हैं D TQn' T'Qn और लॉजिक सर्किट में यह एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है तो हम इसे डिजाइन करके प्राप्त कर सकते हैं तो यह आपका T इनपुट है और यह सिर्फ XOR है तो मूल रूप से क्यू और टी XOR हो रहे हैं और यह डी इनपुट के रूप में यहां उपलब्ध है और जब क्लॉक की ट्रिगर आती है तो यहां जो भी है वो वहां जायेगा तो जो कुछ भी यहाँ है वह यही है तो यह डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में परिवर्तित करने के लिए बहुत सरल है तो यह JK फ्लिप फ्लॉप प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकते हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप इक्वेशन समान है लेकिन यह जे क्यूएन प्राइम JQn' the single quote symbol ' is used to indicate prime प्लस के प्राइम क्यूएन K'Qn है इसलिए हम डी को इस रूप में लेते हैं और फिर हम इसे केवल कॉम्बिनेशनल सर्किट बना देंगे और तदनुसार हम इसे प्राप्त कर लेंगे Qn1 JQn' K'Qn D JQn' K'Qn और इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप में परिवर्तित हो सकता है तो इक्वेशन Qn प्लस 1 Qn1 S प्लस R प्राइम Qn R'Qn है तो हम डी को एस प्लस प्लस यहाँ है या हम जानते हैं आर प्राइम क्यूएन R'Qn के रूप में लिख सकते हैं Qn1 S R'Qn D S R'Qn तो सर्किट यहां है एस यहां जाता है इसके साथ आर OR हो रहा है यहाँ एक इन्वर्टर है एक नॉट गेट है और क्यूएन यहां से आ रहा है और यह एंड है और एक साथ यह यहाँ जाता है तो यह ब्लॉक यह ब्लॉक यह पूरी चीज एसआर फ्लिप फ्लॉप की जगह ले सकती है जहां भी आपके डिज़ाइन में आपके सर्किट में इसकी आवश्यकता है अब अगर हम अन्य फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में परिवर्तित करने पर विचार कर रहे हैं तो यदि हम SR फ्लिप फ्लॉप को D में परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं जो हम पहले देख चुके हैं अन्यथा हम यह उनके इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से भी समझ सकते हैं यह Qn प्लस 1 Qn1 S प्लस R प्राइम Qn R'Qn के बराबर है और अगर हम एस को डी मानते हैं और आर को डी प्राइम D' के रूप में मानते हैं जो हमने पहले किया है लेकिन हम इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रख सकते हैं Qn1 S R'Qn Consider S D R D' Then Qn1 D D"Qn D DQn D1 Qn D1 D और इस इक्वेशन में S को D और R को D प्राइम D' के रूप में रखा गया है फिर हम स्टेप्स से गुजरते हैं हम देख सकते हैं कि क्यूएन प्लस 1 Qn1 डी बन रहा है यदि ऐसा किया है तो तो यह Qn प्लस 1 Qn1 D है मूल रूप से यह D फ्लिप फ्लॉप इक्वेशन है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप एस और आर यह क्लॉक है तो यहां आप एक इन्वर्टर लगाते हैं और जोड़ते हैं तो यह डी है तो यह पूरा ब्लॉक यह पूरा ब्लॉक यह Q है यह Q बार Q' है यह पूरा ब्लॉक डी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा अब अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए समान अनुसरण करते हैं तो फिर से आप डी लगाते हैं और आप जानते हैं जे को डी और के के रूप में डी बार D' है तो आप J को D और K को D बार D' के रूप में देख सकते हैं और फिर आप इसे सरल करने का प्रयास करते हैं तो आप देखते हैं कि यह अंततः डी क्यूएन प्राइम Qn' के साथ एंड और क्यूएन के साथ OR हो रहा है जो केवल डी है तो आप डी फ्लिप फ्लॉप प्राप्त कर सकते हैं बस J और K के बीच एक इन्वर्टर जोड़ के और जे आउटपुट को डी आउटपुट के रूप में ले सकते हैं तो यहाँ पर पूरा ब्लॉक डी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है Qn1 JQn' K'Qn Consider J D K D' Then Qn1 DQn' D"Qn DQn' DQn DQn' Qn D1 D अब हम T फ्लिप फ्लॉप को D फ्लिप फ्लॉप में परिवर्तित कर रहे हैं तो अब यदि हम इक्वेशन को देखते हैं तो क्या हम एक इन्वर्टर लगा सकते हैं और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि समाधान उतना सरल नहीं है जितना पहले था तो यदि आप बहुत ध्यान से देखते हैं और अलजेब्रिक हेरफेर के माध्यम से जाते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं लेकिन हम एक ऐसे मेथड Method विधि को देख सकते हैं जो एक सामान्य मेथड Method विधि है जिसे हम हर ऐसे कन्वर्शन या हर ऐसे प्रकार के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ द्वारा दिखाए गए कार्यों के लिए समान रूप से अच्छी तरह से काम करेगा यहाँ हम इक्वेशन की तुलना करके और बूलियन अलजेब्रा के ज्ञान को लागू करके प्राप्त करेंगे तो अन्यथा हम भी एक स्टैण्डर्ड सिंथेसिस मेथड का पालन करके हम इस समाधान पर पहुंच सकते हैं तो हम एक सिंथेसिस उदाहरण के माध्यम से टी से डी फ्लिप फ्लॉप प्राप्त करने की इस समस्या को देखते हैं तो आप लॉजिक सर्किट के सिंथेसिस उदाहरण को जानते हैं बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल किये बिना तो ऐसा करने के लिए तो आइए देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं हमारे पास यहाँ एक टेबल है जिसमे चार कॉलम हैं और यहाँ हमें निश्चित रूप से ये पाँच रो Row पंक्ति हैं जिसमे से चार रो Row पंक्ति में डाटा लिखा जाता है तो अब इसका पहला हिस्सा देखते हैं यह जो रंग में है पीले रंग में आप देखते हैं कि यह डी फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल है फ्लिप फ्लॉप जिसे हम बनाना चाहते हैं उस का ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो यह सामान्य तरीका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो यह किसी भी अन्य मामले के लिए लागू होगा हम ले लेंगे हम अगली स्लाइड में पाठ्यक्रम का एक और उदाहरण देखेंगे तो यहाँ हम D फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए D फ्लिप फ्लॉप ट्रूथ टेबल यहाँ है तो 0 अगर Qn 0 है तो आउटपुट 0 होगा Qn 1 है आउटपुट 0 होगा जैसा कि D फ्लिप फ्लॉप काम करता है तो यदि D 1 है तो Qn की दोनों वैल्यू 0 और 1 के लिए आउटपुट 1 होगा अब हम T फ्लिप फ्लॉप देखते हैं तो यह डी फ्लिप फ्लॉप का काम करने का तरीका है इसलिए T फ्लिप फ्लॉप इनपुट के समय क्योंकि अंदर एक T फ्लिप फ्लॉप है पूरे ब्लॉक T फ्लिप फ्लॉप और कुछ अतिरिक्त सर्किट के साथ में यह D फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है तो हमने जो भी T फ्लिप फ्लॉप के अंदर डाला है उसके इनपुट में क्या होना चाहिए चार मामले जो हमने D फ्लिप फ्लॉप ट्रूथ टेबल में देखे हैं ताकि हमें पता चले तो हम देखते हैं कि पहले मामले में जब डी 0 के बराबर है और क्यूएन 0 के बराबर है तो ट्रांजीशन 0 से 0 होता है क्यूएन प्लस 1 Qn1 इसके लिए 0 हो जाता है इसलिए इस विशेष ट्रांजीशन के लिए 0 से 0 टी फ्लिप फ्लॉप पर इनपुट क्या होना चाहिए तो हम टी फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल को देखते हैं और कहते हैं कि यह 0 होना चाहिए जब यह 0 और 1 है तो इसके लिए अगली वैल्यू 0 है यह टॉगल करता है तो T फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट 1 होना चाहिए इस कॉम्बिनेशन 1 और 0 के लिए अगली वैल्यू 1 है इसलिए यह फिर से 0 से 1 T फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है और यह इनपुट 1 होना चाहिए और चौथा कॉम्बिनेशन जब 1 और 1 तब यहां ट्रांजीशन होता है 1 तो 1 से 1 टी फ्लिप फ्लॉप 0 होना चाहिए इसलिए यह पक्ष हम इस रंग वाले हिस्से को एक्साइटेशन टेबल से प्राप्त कर रहे हैं और यह पक्ष हमें ट्रुथ टेबल से मिल रहा है तो हमने उन्हें एक आम टेबल में डाल दिया है तो अब हम समझते हैं कि इस कॉम्बिनेशन D और Qn के लिए जो बाहरी इनपुट और वर्तमान स्थिति है T फ्लिप फ्लॉप का वर्तमान इनपुट क्या होना चाहिए तो इससे इक्वेशन प्राप्त करने के लिए उससे एक इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम इसे एक करनौह मैप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जिससे मेरा मतलब है डी यहां पर 0 और 1 है और Qn 0 और 1 है अब हम सभी मामलों को देखते हैं तो 0 0 टी 0 है 0 1 टी 1 है 1 0 यह 1 है यह 1 और 1 है तो यह 0 है अब जो हम पाते हैं कि इसे केवल दो प्रोडक्ट टर्म के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जैसे कि आप जानते हैं इसलिए डी क्यूएन प्राइम DQn' प्लस डी बार क्यूएन D'Qn बन जाता है तो T वास्तव में D XOR Qn D XOR Qn बन जाता है T DQn' D'Qn तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि आप जानते हैं एक अलजेब्रिक हेरफेर के माध्यम से और यह जानकर कि XOR फंक्शन कैसे काम करता है एक ही फंक्शन के XOR को समान फंक्शन के साथ XOR से 0 मिलता है और एक अन्य वेरिएबल 0 के साथ वेरिएबल ही मिलेगा 1 के साथ वेरिएबल XOR होने पर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होता है और 0 के साथ वेरिएबल XOR होने पर वेरिएबल ही मिलता है तो अनिवार्य रूप से जो हम यहां प्राप्त कर रहे हैं वह XOR है और फिर वेरिएबल है ताकि यदि आप XOR संचालन के बारे में जानकार हों अन्यथा जैसा कि मैंने आम तौर पर कहा था हम इसे इस तरह के एक स्टैण्डर्ड मेथड द्वारा सुनिश्चित कर सकते हैं और हम सत्यापित कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर Qn प्लस 1 Qn1 हमें इस तरीके से मिला है हम Qn plus 1 Qn1 के मूल इक्वेशन को जानते हैं जो इस विशेष फ्लिप फ्लॉप के लिए T Qn प्राइम TQn' प्लस T प्राइम Qn T'Qn है और फिर हम T को सबस्टीट्यूट Substitute स्थानापन्न करते हैं क्योंकि हमें Qn और D XOR मिला है इसलिए यह रिश्ता है यहाँ पर फिर हम स्टेप्स का पालन करते हैं फिर हम देख सकते हैं कि यह डी है और कुछ नहीं तो क्यू एन प्लस 1 Qn1अंततः डी हो जाता है तो यह वह तरीका है जिसे हम देख सकते हैं कि यह T फ्लिप फ्लॉप है और यह D फ्लिप फ्लॉप है तो यह एक सरल सिंथेसिस प्रॉब्लम हैं जो हम जानते हैं कि वह ट्रुथ टेबल है और फिर उन सभी मामलों के लिए इनपुट की आवश्यकता है और यह एक्साइटेशन टेबल के माध्यम से प्राप्त की जाती है Qn1 TQn' T'Qn DQn' D'QnQn' DQn' D'Qn'Qn DQn' D'Qn' DQnQn DQn' DQn D अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जहां हमें SR फ्लिप फ्लॉप से जेके फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के दो इनपुट आप जानते हैं और हमें जेके फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है हम इसे किसी भी अन्य प्रकार के लिए कर सकते हैं मतलब एक प्रकार से दूसरे प्रकार का तो हम इसे देखते हैं तो इस मामले में यहाँ क्या है सबसे पहले जैसा कि हमने उल्लेख किया है जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल को देखते हैं तो जिसको हम बनाना चाहते हैं वह ट्रुथ टेबल यह बाएं हाथ की ओर है तो 0 0 और अगर यह इनपुट मामला है 0 0 0 0 0 और Qn 0 है फिर अगली वैल्यू केवल 0 होगी और इनपुट 0 0 है और यह 1 है अगली वैल्यू 1 होगी क्योंकि 0 0 पिछली वैल्यू बरक़रार रहेगी तो 0 1 चाहे Qn कुछ भी हो यह 0 है 0 1 0 चाहे Qn कुछ भी हो यह 1 है 1 और जब यह 1 1 है तो यह टॉगल करता है तो 0 1 हो जाता है और 1 0 हो जाता है तो इससे हम पहले से ही परिचित हैं अब इनमें से प्रत्येक मामले में अब एसआर फ्लिप फ्लिप फ्लॉप के लिए जो कि डिजाइन के लिए उपयोग किया जा रहा है इसके इनपुट पर क्या मौजूद होना चाहिए हम इसे देखते हैं तो यहाँ हम एक 0 से 0 ट्रांजीशन देखते हैं यदि Jn 0 है Kn 0 है Qn 0 है उस समय S और R में क्या मौजूद होना चाहिए चूंकि यह 0 से 0 का ट्रांजीशन है SR फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल से हम लिख सकते हैं यह 0 क्रॉस होना चाहिए जिसका मतलब है कि 0 0 या 0 1 उनमें से कोई भी एक ठीक है तो यह वही है जो मौजूद होना चाहिए तो अगर यह 0 0 है यदि यह 0 के बजाय 1 होता तो ट्रांजीशन का मामला क्या होता यह 1 हो जाता तो SR फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या मौजूद होना चाहिए था उस समय यह क्रॉस और 0 होना चाहिए था जो एसआर फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल से मिलता है तो इस कॉम्बिनेशन के लिए 0 1 0 जे के क्यूएन फिर उस समय 0 से 0 ट्रांजीशन फिर से 0 क्रॉस 0 क्रॉस 1 से 0 हमें 1 से 0 की आवश्यकता है तो 0 1 सही 0 1 तो फिर से 0 से 1 तो यह 1 0 है 1 से 1 पर क्रॉस 0 0 से 1 1 0 और 1 से 0 0 1 इसलिए इन ट्रांजीशनस के लिए हमें इन की आवश्यकता है तो अब हम समझ सकते हैं कि यह हिस्सा SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है जिससे सही एंट्री का फैसला होता है और ये हिस्सा जेके फ्लिप फ्लॉप ट्रूथ टेबल एंट्री को तय कर रहा है तो यह JK फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल ही है अब इस टेबल के साथ हम अब अगले स्टेप पर जाते हैं इसलिए अगला स्टेप यह होगा कि इनमें से प्रत्येक इनपुट का रिप्रजेंटेशन करते हुए इनमें से प्रत्येक इनपुट Sn और Rn को दिए गए समय पर Jn Kn और Qn के फंक्शन के रूप में दिखाया जाएगा तो वर्तमान स्टेट वर्तमान इनपुट जो एक्सटर्नल External बाहर हैं क्योंकि हम इसे एक जेके फ्लिप फ्लॉप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो यह है जो हमारे पास वर्तमान इनपुट के रूप में हैं और उस समय एसआर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर क्या प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि आउटपुट क्यूएन में आवश्यक परिवर्तन होकर आवश्यक क्यूएन प्लस 1 Qn1 वैल्यू आउटपुट पर प्रकट होती है तो उस ट्रुथ टेबल से ट्रुथ टेबल जिसे हमने सिर्फ इस भाग से मैपिंग करके देखा था Jn Kn Qn और Sn और फिर Jn Kn Qn से Rn तो ऐसे दो करनौह मैप होंगे ऐसे दो संबंध उपलब्ध होंगे तो एक मामले में यह वही है जो हमें मिलता है 0 0 1 1 1 क्रॉस 0 0 क्रॉस यह हम देख सकते हैं तो 0 0 0 Jn Kn Qn के लिए देख सकते हैं यह Sn 0 है तो आप देख सकते हैं कि यह Sn है यहाँ 0 0 Qn 1 है यह क्रॉस है तो आप देख सकते हैं यह क्रॉस 0 0 1 यह क्रॉस है अगला 0 है और 0 आप 0 0 देख सकते हैं अगला है 1 1 आप देख सकते हैं तो यह तरीका है 1 क्रॉस और फिर 1 0 तो 1 क्रॉस और यह 1 0 है क्योंकि यह 1 0 है और यह 1 1 है जिस तरह से करनौह मैप लिखा गया है इसलिए 0 X 0 0 1 X 1 0 है तो यह वही है जो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 क्रॉस 0 0 1 क्रॉस 1 0 तो इसी तरह Rn की वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं मैपिंग प्रस्तुत किया गया है क्रॉस 0 क्रॉस 1 0 1 0 0 तो अब हमें इसके लिए एक मिनीमाइजड रिप्रजेंटेशन चाहिए तो हम देख सकते हैं कि यहां एक ग्रुप है जिसमे Jn की वैल्यू कांस्टेंट 1 है और Qn वैल्यू कांस्टेंट 0 है इसलिए Jn Qn बार JnQn' इसलिए तो जैसा कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें केवल 1s को कवर करने की आवश्यकता है जो कि सबसे बड़ा ग्रुप Group समूह संभव है और Rn के लिए हम देख सकते हैं कि यह Kn 1 वैल्यू के साथ है और Qn 1 वैल्यू के साथ है इसलिए यह Kn Qn है तो अब हम सर्किट प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हम यहां देखते हैं तो यह आपका मूल रूप से एसआर फ्लिप फ्लॉप है यह आपका क्यू और क्यू बार Q' है जो एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही उत्पन्न होता है तो J और K एक्सटर्नल External बाहरी इनपुट हैं तो एक मामले में J Qn बार Qn' के साथ एंड है यह कनेक्शन लिया जाता है और S के रूप में दीया जाता है और दूसरे मामले में K को Qn के साथ एंड किया जाता है और R के रूप में दीया जाता है और यह पूरा बॉक्स जिसे आप देखते हैं बिंदीदार बॉक्स यह आपका फाइनल Final अंतिम सर्किट है फाइनल कनवर्टेड सर्किट Final Converted Circuit अंतिम रूपांतरित सर्किट तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप जिसकी आपको आवश्यकता होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ट्रुथ टेबल से सीधे कन्वर्ट Convert रूपांतरित नहीं हो सकते तो आप इसे सिंथेसिस प्रक्रिया से कर सकते हैं पहले आप ट्रुथ टेबल लिखते हैं और फिर एक विशेष इनपुट के लिए Qn और Qn प्लस 1 Qn1 पर हो रहे परिवर्तनों के लिए आप उस इनपुट को लिखते हैं जो फ्लिप फ्लॉप स्टोर या लाइब्रेरी से उपयोग किया जा रहा है और फिर आप करनौह मैप या किसी अन्य मिनीमाईजेशन तकनीक के माध्यम से एक्साइटेशन टेबल का उपयोग करते हैं जिससे आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट मिलता है और फिर अंत में आप इसे इम्प्लीमेंट Implement कार्यान्वित करते हैं इस लेक्चर को समाप्त करने के लिए हमने आपको एक और महत्वपूर्ण अवधारणा से परिचित कराया है फ्लिप फ्लॉप टाइमिंग पैरामीटर और इसका महत्व तो जैसा कि मैंने कहा कि टाइमिंग डायग्राम यह प्रदर्शित करने की कुंजी है कि चीजें कैसे होती हैं समय के संबंध में कैसे काम करती हैं जो कि ट्रुथ टेबल एक्साइटेशन टेबल या अन्य रूप के रिप्रजेंटेशन से स्पष्ट नहीं होता है तो हम टाइमिंग डायग्राम की मदद से इन टाइमिंग पैरामीटर के महत्व को समझने के लिए चर्चा करते हैं तो यहाँ कई हैं लेकिन हम सिर्फ तीन महत्वपूर्ण पर चर्चा करेंगे तो एक को सेटअप टाइम कहा जाता है तो यह न्यूनतम समय है जिसके लिए डाटा मौजूद होना चाहिए क्लॉक ट्रिगर होने से पहले तो क्लॉक ट्रिगर आती है तो यदि यह एक पॉजिटिव ट्रिगर्ड है तो आप जानते हैं कि यह आ गयी है इसलिए जब भी यह पॉजिटिव होता है तो आप जानते हैं यह बदलने के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं तो उससे पहले कुछ न्यूनतम समय के लिए डाटा को स्टेबल Stable स्थिर वैल्यू Value मूल्य पर रहना चाहिए तो इसे सेटअप टाइम कहा जाता है यदि ऐसा नहीं होता है तो आउटपुट की गारंटी नहीं दी जा सकती निर्माता आउटपुट की गारंटी नहीं दे सकता है तो यह एक पहलू है और दूसरी चीज जो इसके साथ आती है उसे होल्ड टाइम कहा जाता है तो वह न्यूनतम समय जिसके लिए क्लॉक ट्रिगर होने के बाद डाटा रहना चाहिए तो क्लॉक ट्रिगर हुआ है आप तुरंत डाटा वापस नहीं हटा सकते हैं तो यह कुछ समय के लिए रहना चाहिए न्यूनतम समय जो आवश्यक है यदि आप इसे अधिक समय के लिए रखते हैं तो कोई समस्या नहीं है लेकिन निश्चित न्यूनतम समय जिसके लिए इसको रखना चाहिए उसे होल्ड टाइम कहा जाता है ताकि फ्लिप फ्लॉप के उपयुक्त आउटपुट को सुनिश्चित या गारंटी किया जा सके उपयुक्त आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप में स्टेट परिवर्तन और एक और चीज जो वहां होती है उसे प्रोपगेशन डिले Propagation Delay प्रसार विलंब कहा जाता है तो इनपुट के जवाब में क्लॉक ट्रिगर के बाद आउटपुट को बदलने में जो समय लगता है तो यह अलग अलग लॉजिक गेट से जाता है और विभिन्न बेसिक कंपोनेंट्स Basic Components बुनियादी घटक हो सकते हैं जैसे आप जानते हैं स्ट्रे कैपेसिटेंसस रेसिस्टेन्सेस चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो ये सभी मुद्दे हैं क्योंकि बेसिक गेट्स हमने पहले ही सीख लिए हैं तो यदि आप उन सभी को एक साथ रखते हैं तो समय की मात्रा की जिसकी आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए यहां डी 1 था तो डी क्लॉक ट्रिगर होने के बाद शुरू में यह 0 था फिर 1 हुआ तो संबंधित डिले Delay देरी को प्रोपगेशन डिले Propagation Delay प्रसार विलंब कहा जाता है इन तीन टर्म्स पर आप ध्यान दें और यदि आप डाटा शीट को देखते हैं तो आप ऐसे कई अन्य टर्म्स देखेंगे टाइमिंग से संबंधित टर्म्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन यह कभी कभार हो सकता है नियमित रूप से नहीं जैसा कि सेटअप और होल्ड टाइम और प्रोपगेशन डिले के लिए हो रहा है उदाहरण के लिए यदि आप एक असिंक्रोनस क्लियर या असिंक्रोनस प्रीसेट प्रस्तुत करते हैं तो कुछ निश्चित समय के बाद इसका प्रभाव होगा आउटपुट क्लियर हो जाएगा या इसे प्रीसेट मिलेगा तो इसके साथ एक डिले Delay विलंब जुड़ा हुआ है लेकिन यह तब हो रहा है जब भी यह आवश्यक है नियमित रूप से नहीं तो वो डिले और वो पैरामीटर्स Parameters मापदंडों वो टर्म्स डाटा शीट में भी उपलब्ध हैं यदि आप उसे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वहाँ है तो इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि इसकी प्रैक्टिकल Practical व्यावहारिक वैल्यू Value मूल्य आईसी या सर्किट में क्या हैं तो हम टीटीएल फॅमिली से एक डी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं और एक सीमॉस फॅमिली से लेते हैं तो आप देखते हैं कि टीटीएल फॅमिली में सेटअप टाइम सभी नैनोसेकंड में हैं तो तो मिनिमम टाइम Minimum Time न्यूनतम समय 20 नैनोसेकंड होल्ड टाइम 55 नैनोसेकंड 7474 74LS74A के लिए तो अगर यह फिर से एल जिसका मतलब है लो पावर हाई रेजिस्टेंस वैल्यू है तो अगर यह केवल Schottky S का मतलब Schottky है जिसे हमने लॉजिक फॅमिली में देखा था तो तब रेजिस्टेंस की वैल्यू Value मान स्टैण्डर्ड Standard मानक होगी तो आप देखेंगे कि समय अपेक्षाकृत कम होगा तो ये आप जानते हैं बस आपको जो ऑर्डर मिलता है लेकिन अलग अलग फॅमिली के लिए अलग रियलाईज़ेशन में इसमें भिन्नता होगी और यह प्रोपगेशन डिले लो से हाई में 25 नैनोसेकंड है और यह हाई से लो में 40 नैनोसेकंड है यह मैक्सिमम डिले Maximum Delay अधिकतम विलंब है जो हो सकता है और इस प्रोपगेशन डिले के कारण ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 33 मेगाहर्ट्ज़ है और इस मामले में सीमॉस में तो आप देख सकते हैं कि सेटअप टाइम इस तरह है होल्ड टाइम लगभग 0 है कुछ साहित्य में आप पाएंगे कि इसे 05 नैनोसेकंड लिखा गया है तो यह प्रोपगेशन डिले है इसे डाटा शीट में लो से हाई Low to High निम्न से उच्च और हाई से लो High to Low उच्च से निम्न के लिए अलग नहीं किया गया है और अधिकतम फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज़ है तो निष्कर्ष डी फ्लिप फ्लॉप को किसी अन्य फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट Convert बदलना करना सीधा और सरल है अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का उपयोग करते हैं एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्शन उनकी कैरेक्टरिस्टिक की तुलना करके किया जा सकता है T फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्शन D फ्लिप फ्लॉप के रूप में सिंथेसिस की समस्या के रूप में किया जा सकता है इसमें डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल और टी फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल की आवश्यकता होती है और इसी तरह एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप में परिवर्तित किया जा सकता है एक सिंथेसिस की समस्या के रूप में और सेटअप टाइम होल्ड टाइम प्रोपगेशन डिले महत्वपूर्ण टाइमिंग पैरामीटर हैं उनके विश्वसनीय संचालन के लिए हमें इनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर का उपयोग करें